ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के मॉड्यूल 24 में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल से हमने विभिन्न UML आरेखों के बारे में चर्चा शुरू की है विशेष रूप से हम UseCase आरेख के बारे में बात कर रहे हैं और हम उस पर जारी रहेंगे UseCase आरेख में हमने देखा है कि कुछ घटक हैं जो आरेख को अभिनेता को परिभाषित करते हैंUseCase आरेख में अभिनेता use case क्रिया शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं या निष्क्रिय अभिनेताओं के रूप में कुछ UseCases का जवाब दे सकते हैं हमने अभिनेताओं का अलग अलग वर्गीकरण देखा है दूसरा घटक UseCases हैं जो उस प्रणाली की अच्छी तरह से परिभाषित कथित कार्यक्षमताएं हैं जिन्हें हम लागू करना चाहते हैं तो ये ऐसे कार्य हैं जो अभिनेता प्रत्येक use case को आरंभ करते हैं एक नाम से वर्णित किया जाता है और हमने देखा है कि use cases के विनिर्देश में हम इसके उद्देश्य को पूर्व स्थिति पद की स्थिति विफलता की स्थिति इष्टतम या सबसे अधिक उम्मीद कर सकते है इस मॉड्यूल में हम use cases के बीच संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे आमतौर पर तीन प्रमुख संबंध हैं जो use cases के बीच मौजूद हैं यह इस रूपरेखा में दिया गया है जो हर स्लाइड के बाईं ओर उपलब्ध होगा इसलिए use cases के बीच संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जब आप रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो यह मूल रूप से दो use cases के बीच एक निर्भरता है इसलिए एक संबंध यह है कि मेरे पास एक use case है और यहां एक और use case है और मैं इन use cases के बीच किसी प्रकार की निर्भरता डाल रहा हूं और उस निर्भरता को संबंध के रूप में जाना जाता है दो use cases के बीच संबंध को परिभाषित करना आमतौर पर एक निर्णय है जो सिस्टम को मॉडलिंग करने वाले व्यक्ति लेगा इसलिए इन कार्यों के बीच मौजूद विभिन्न स्थितियों को देखते हुए विनिर्देश का विश्लेषण करते हुए हम विभिन्न रिश्तों की पहचान करेंगे यहां हम तीन रिश्तों के बारे में बात करेंगे जिसमें रिश्ते संबंध बढ़ाएं और सामान्यीकरण संबंध शामिल हैं इसलिए हम include संबंध शुरू करेंगे include संबंध में एक use cas eशामिल है जिसमें एक और use case शामिल है जिसमें एक और use case शामिल है इसलिए include संबंध शामिल हैं मूल रूप से पुन उपयोग के मुद्दे की पड़ताल करता है इसलिए यदि आप सिर्फ आम प्रोग्रामिंग प्रतिमान के साथ एक समानांतर आकर्षित करते हैं तो include संबंध एक प्रकार का फ़ंक्शन है जो दूसरे को कॉल कर रहा है इसलिए जब हम कुछ क्रिया करना चाहते हैं तो कहेंगे कि main funtion कुछ क्रिया करना चाहता है और जिसमें कुछ निश्चित मानों को शामिल करना शामिल है तो main इसे सीधे प्रिंट नहीं करेगा बल्कि main एक फ़ंक्शन printf को बुलाएगा वास्तविक मुद्रण प्रक्रिया की देखभाल करने के लिए तो main अगर main एक UseCase है तो Printf अन्य Use Case होगा इसलिए यह एक विशिष्ट प्रोग्रामेटिक दृश्य है लेकिन सामान्य तौर पर हम कहेंगे कि जब भी हमारे पास Use Case A होगा और अपनी कार्यक्षमता को पूरा करने के लिए है इसके लिए एक और Use Case B की आवश्यकता हो सकता है फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे A include इसलिए आपको इस संबंध की दिशा पर ध्यान देना चाहिए A एक ऐसा use case है जिसे B की आवश्यकता है B इसमें शामिल use case है जिसे हम आत्म निहित मान लेंगे बेशक B में अन्य यूसेजकेस शामिल हो सकते हैं जो काफी संभव है तो तीर की दिशा A से B तक होगी और तीर की शैली dash होगी और यह स्पष्ट करने के लिए कि यह एक include संबंध हम एक गुलीमेट का उपयोग करेंगे और कहेंगे कि एक include तो यह वह तरीका है जो हम इसे लिखते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि B का व्यवहार A के व्यवहार में शामिल है क्योंकि जब Use Case A कुछ बिंदु पर निष्पादित हो रहा है जो B को आमंत्रित करेगा और शामिल किए गए Use Case B की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए base case आवश्यक है तो B के बिना मैं A की कार्यक्षमता को पूरा नहीं कर सकता हूं और यह include रिश्ते की मूल धारणा है इसलिए उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक कैलेंडर प्रकार का एप्लिकेशन है तो अलग अलग नियुक्तियां हैं जिन्हें मैं सम्मिलित कर सकता हूं बना सकता हूं अब निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद प्रतिभागियों को सूचना दी जाएगी तो एक Use Case मुझे खेद है एक Use Case इनसर्ट अपॉइंटमेंट है दूसरा Use Case Notify प्रतिभागी है और इन्सर्ट से include सम्बंधित है इसलिए इन्सर्ट अप्वाइंटमेंट base case है और नोटिफ़ाइड प्रतिभागी इसमें शामिल use caseहै अब हम ध्यान दें कि जैसे फ़ंक्शंस में जिन्हें कई फंक्शन्स से बुलाया जा सकता है यह use cas eनोटिफ़िसेंट प्रतिभागी को अन्य use case में शामिल किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि मैं बाद में कहीं पर हूं तो मेरे पास एक और use case रद्द नियुक्ति है तो निश्चित रूप से जब एक नियुक्ति रद्द हो जाती है तो प्रतिभागी को बताने की आवश्यकता होती है तो नोटिफ़ाइड अप्वाइंटमेंट केस में नोटिफ़ाइड प्रतिभागी को भी शामिल किया जाएगा चल रही LMS प्रणाली के बारे में बात करते हुए हमारे पास एक लीव के लिए हमें यह जांचने के लिए एक सत्यापन चलाने की आवश्यकता है कि क्या एक विशेष लीव वैध है और अगर हम कहते हैं कि use case वैलीड लीव है जिसमें लीव को मान्य करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं होती हैं इसके बाद उपयोग करें जब भी हम एक लीव रिक्वेस्ट कर रहे हों इसे शामिल किया जा सकता है इसलिए जब कोई कर्मचारी लीव का अनुरोध करता है तो अनुरोध करने से पहले लीव का निर्माण किया जा सकता है हमें यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि अस्थायी लीव रिकॉर्ड वैध है इसलिए अनुरोध लीव एक base केस है और वैध लीव एक सम्मिलित मामला है जिसे सम्मिलित किया जाएगा निश्चित रूप से मान्य लीव को अन्य use cases में भी शामिल किया जा सकता है जैसे स्वीकृत अवकाश जब नेतृत्व स्वाभाविक रूप से लीव मंजूर कर लेता है तो यह जांचने की आवश्यकता होगी कि स्वीकृत की जा रही शर्तों के तहत मान्य वैधता है कि नेतृत्व ने लीव पर लगाया हो सकता है use cases के बीच दूसरा संबंध संबंध के रूप में जाना जाता है संबंध use cases के बीच एक वैकल्पिक व्यवहार जोड़ने का एक विकल्प है तो इसका उपयोग कुछ वैकल्पिक व्यवहार को जोड़ने के लिए किया जा सकता है जो पहले से ही use caseके लिए परिभाषित किया गया है अब जब आप इस वैकल्पिक व्यवहार को जोड़ना चाहते हैं अब इस वैकल्पिक व्यवहार का मतलब है कि यह वास्तव में कुछ शर्तों पर निर्भर कर सकता है तो आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक सशर्त use case है इसलिए एक्सटेंशन पॉइंट्स के संदर्भ में शर्तों का प्रतिनिधित्व किया जाता है इसलिए आप देखते हैं कि यदि आप विशिष्ट विस्तार बिंदु तक पहुँचते हैं तो आप विस्तारित use case को लागू करते हैं इसलिए यदि हम कहते हैं हमारे पास यहाँ एक आधार use case A है हमारे पास यहां एक विस्तृत use case B है और इस मामले में A और B दोनों ही स्व निहित हैं जहां B को स्व प्राप्त किया गया था लेकिन base केस आंशिक था क्योंकि इसे हमेशा B की आवश्यकता है यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यह वैकल्पिक या सशर्त आह्वान का मामला है लेकिन A नियंत्रित करता है कि B को निष्पादित किया जाना चाहिए या नहीं यह एक सशर्त है जो वैकल्पिक है तो ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम नोट कर सकते हैं कि B का व्यवहार शामिल हो सकता है A में शामिल हो सकता है बशर्ते कि इसे इस्तेमाल किया जाए इसलिए Use Case B को वैकल्पिक करना वैकल्पिक है जो कि शायद यह है लेकिन इसे हमेशा A द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है और वहाँ एक्सटेंशन पॉइंट्स हैं जो use cases में उस स्थान को निर्दिष्ट करते हैं जहां मौजूदा use caseका उपयोग किया जाएगा तो एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत यह शर्त शामिल है वास्तव में एक्सटेंशन प्वाइंट द्वारा दी गई है अब कुछ और विवरणों में यह शामिल होगा कि प्रत्येक use case के लिए एक से अधिक विस्तार बिंदु निर्दिष्ट किए जा सकते हैं कई अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं जिनके तहत एक ही use cases निष्पादित होते हैं विस्तार बिंदुओं के नाम निश्चित रूप से अनूठे होने चाहिए अन्यथा हम उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से एक use caseहो सकता है कई विस्तार बिंदुओं का विस्तार कर सकते हैं यह बहुत संभव है कि विस्तार बिंदुओं की संख्या और नाम और विस्तारित use cases की संख्या एक से एक नहीं हो सकती है रिश्ते की बहुलता हो सकती है उदाहरण के रूप में कहते हैं कि बचत बैंक खाता बोनस प्रदान करता है यदि जमा राशि 20000 से ऊपर है या जमाकर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक है या तो जमाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है या उनके फंड का मान 20000 से अधिक है तो बोनस प्रदान किया जाता है और यदि बोनस प्रदान करने के लिए use case की गणना बोनस के रूप में की जाती है और वास्तव में फंड की गणना के लिए use cases को फंड राशि जमा की जाती है तो हमारे पास एक विस्तार बिंदु हो सकता है जो इन दो स्थितियों को शामिल करता है वरिष्ठ नागरिकता की स्थिति और यहाँ के रूप में फंड स्तर की स्थिति और आप आरेख में उन्हे पाते हैं मुझे सिर्फ साफ करने दो फिर से दिखाने के लिए यह विस्तार बिंदु है और जमा निधि राशि एक base केस है और यह विस्तारित मामला है जो इस विस्तार बिंदु पर लागू होगा यह विस्तारित संबंधों का मूल विचार है इसलिए LMS में हम जानते हैं कि कुछ प्रकार के लीव हैं हमने कुछ अलग प्रकार के लीवदेखे हैं जिन्हें स्वीकृत किया जा सकता है एक निश्चित शर्त है जो संतुष्ट करेगा उदाहरण के लिए मातृत्व लीवके लिए निश्चित रूप से प्रमाणीकरण की आवश्यकता है कि प्रश्न में कर्मचारी को पहले से ही गर्भावस्था की चिकित्सीय स्थिति है या बीमार लीव के लिए हमें यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति बीमार था और डॉक्टर ने जाँच की है और इसी तरह इसी तरह माता पिता की लीव के लिए हमें उस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो आवश्यक कर्मचारी के लिए पैदा हुआ है संबंधित कर्मचारी तो आइए हम एक चेक रिपोर्ट के रूप में उस व्यवहार को रखने का प्रयास करें जिसे हम अनुमोदन लीवमें शामिल करना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि यदि लीड को एक विशेष लीवको मंजूरी देनी है जो या तो ये हैं तो आपको याद है कि लीव के प्रकार ML SL ML मैटरनिटी है SL सिक लीव है और पीएल एक पेरेंटल लीव है अगर इनमें से किसी भी लीव को मंजूरी देनी है तो उन लीव के लिए हमें इसके लिए जांच करनी होगी और निश्चित रूप से प्रसूति और बीमार लीव के लिए यह मेडिकल रिपोर्ट की तरह है इसलिए मेरे पास हम विस्तारित use case को मॉडल कर सकते हैं जो कि जाँच मेडिकल रिपोर्ट है जिसे वास्तव में वैधता और प्रामाणिकता की जाँच करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करने हैं मेडिकल रिपोर्ट और इत्यादि जबकि माता पिता की लीव के लिए हमें निगम के कुछ दस्तावेजों बच्चे के जन्म के बारे में नगरपालिका के दस्तावेजों की जांच करनी होगी तो यह है कि एक और use case जाँच जन्म रिपोर्ट है इसलिए हम इसे एक विस्तार बिंदु के द्वारा मॉडल कर सकते हैं या वास्तव में कई विस्तार बिंदु हैं जिन्हें मुझे उन्हें यहां स्वीकृत लीव use cases में चिह्नित करना चाहिए एक विस्तार बिंदु मेटरनिटी लीव सिक लीव है तो स्वीकृत लीव के संदर्भ में यदि शर्त यह है कि आपके पास मातृत्व या बीमारी की स्थिति है तो संबंधित जांच चिकित्सा रिपोर्ट का use case करना होगा इस प्रकार इस तीर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है इसलिए यहां यह भी ध्यान दें कि तीर की दिशा विस्तार use caseसे लेकर आधार उपयोग मामले तक है और उस पर फिर से हम यह कहते हैं कि यह एक संबंध है ऊपर हमने एक्सटेंशन की शर्त रखी है जो एक्सटेंशन पॉइंट नेम है इसलिए इस एक्सटेंशन पॉइंट का नाम मैटरनिटी लीव सिक लीव है ताकि नाम का मैच यहां मैटरनिटी लीव सिक लीव हो जाए और फिर उसके नीचे हम यह चिन्हित करने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी क्रिया है जो यह विस्तार करेगी जो इस मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र का सत्यापन है उदाहरण के लिए अन्य विस्तार बिंदु के लिए यह दूसरा विस्तार बिंदु है जहां हमारे पास माता पिता की लीव है इसलिए विस्तार संबंध दिखाएगा कि माता पिता की लीव की स्थिति क्या है जिस पर यह चेकबॉक्स रिपोर्ट किया जाना है और यहां हम निर्दिष्ट करते हैं कि कार्रवाई क्या है कि यह लूंगा इसलिए विस्तार अक्सर विभिन्न सशर्त use cases को एक या अधिक आधार use cases से संबंधित करने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है यह संभव है कि एक ही विस्तारित use caseअलग अलग आधार use cases में कई अलग अलग विस्तार बिंदुओं के साथ जुड़ा हो सकता है उदाहरण के लिए यहां मेडिकल रिपोर्ट की जाँच अनुमोदन के संदर्भ में हो रही है लीवनिरस्त करने के मामले में भी इसे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है आपको वास्तव में रिपोर्ट पर यह जाँचने की आवश्यकता हो सकती है कि क्या प्रणाली में revocation की अनुमति दी जा सकती है या नहीं तो यह दूसरी तरह का रिश्ता था तीसरे प्रकार का संबंध जो use cases के बीच मौजूद हो सकता है वह सामान्यीकरण संबंध है सामान्यीकरण की अवधारणा और आपने अब तक अनुभव किया होगा कि सामान्यीकरण विशेषज्ञता या पदानुक्रम की यह मूल अवधारणा OOAD परिदृश्यों में बार बार घटित होती है तो यह उसी तरह से काम करता है जैसे वर्गो के साथ करता है इसलिए बसे केस A है यहा एक उप use case है यहाँ शब्दावली उप use case B का उपयोग किया जाता है इसलिए बेस केस A स्व निहित है कि इसके भीतर यह है कि इसे आह्वान की आवश्यकता है लेकिन उप मामले B को A की आवश्यकता है क्योंकि यह वर्ग से जुड़े सामान्यीकरण विशेषज्ञता या वंशानुक्रम उप use cases में उत्तराधिकारी के रूप में क्या करता है यह आधार मामले की सभी कार्यात्मकताओं को विरासत में मिला है और वंशानुक्रम के बाद तो यह इसके समान है उप use cases वारिस को A base केस का व्यवहार विरासत में मिला है लेकिन इसे ओवरराइड करने और इसे विस्तारित करने की अनुमति है ओवरराइड का अर्थ है कि एक बार use case को विरासत में प्राप्त करने के बाद इसका अलग अलग व्यवहार होता है इसके अलग अलग संभावित संचालन होते हैं जिनका use case लागू हो सकता है उप केस B इन ऑपरेशनों का उपयोग करता है क्योंकि यह A से है या यह ऑपरेशन के व्यवहार को फिर से परिभाषित करना चाहता है यदि यह ऑपरेशन के व्यवहार को फिर से परिभाषित करता है तो इसका मतलब मूल रूप से फिर से परिभाषित होता है तो हम कहते हैं कि इसने आधार के use cases से विशेष संचालन को रोक दिया है या यह इसे विस्तारित करना चाह सकता है जिसका अर्थ है कि यह पहले ऑपरेशन को निष्पादित करेगा जैसा कि आधार उपयोग मामले में होगा और फिर यह कुछ और जोड़ देगा तो संभावनाएं यह हैं कि यह सिर्फ विरासत है ओवरराइड है जो ऑपरेशन के एक ही नाम का उपयोग करता है लेकिन एक अलग कार्यक्षमता है या विस्तारित करें कि पहले जो आपको विरासत में मिला है उसका उपयोग करें और फिर आप कुछ और करें ये सभी संभावनाएं हैं तो कुल मिलाकर B A के सभी संबंधों को विरासत में मिला है A की संपूर्ण कार्यक्षमता और इस संदर्भ में यह संभव है कि हमारे पास कुछ use caseहो सकता है जो कि सार है इसलिए यदि कोई Use Case अमूर्त है तो वह आम तौर पर Use Case के भीतर लिखेगा कि यह एक अमूर्त UseCase है अमूर्त use caseका अर्थ क्या है कि यह वास्तविक दुनिया में कभी नहीं होने वाली कार्रवाई का एक परिदृश्य है लेकिन इसे मॉडलिंग के उद्देश्य के लिए और अधिक संभव use cases की संख्या को एकजुट करने के लिए रखा जा रहा है ऐसा हो सकता है और अमूर्त वर्गों की तरह यह भी Use Case की एक नियमित कार्यक्षमता है इसलिए एक उदाहरण के रूप में बता दें कि मेरे पास एक प्रमाणीकरण प्रणाली है इसलिए मेरे पास प्रमाणीकरण के लिए use cases हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रमाणीकरण जैसे पासवर्ड आधार प्रमाणीकरण शायद SMS OTP आधारित प्रमाणीकरण और इसी तरह से करते हैं और मैं आपको फिंगरप्रिंट द्वारा एक और use case प्रमाणीकरण को परिभाषित करना चाहता हूं जो प्रमाणीकरण use cases से माहिर है तो क्या करता है यह सभी अलग अलग एल्गोरिदम और संचालन को विरासत में मिला है जो प्रमाणीकरण use caseके पास है लेकिन इसके अलावा यह इस use cases में प्रमाणीकरण में कुछ फिंगरप्रिंट मिलान रणनीति यों को शामिल करेगा और इस तरह से प्रमाणीकरण use case को फिंगरप्रिंट द्वारा प्रमाणीकरण में एक विशेष प्राप्त होगा LMS उदाहरण के बारे में बात करते हुए अगर हम कार्यकारी लीव निर्यात करने के लिए एक use case के बारे में सोचते हैं और एक अन्य use case मामला निर्यात करने वाले लीव के रूप में करते हैं तो हमारे पास फिर से एक सामान्यीकरण होगा विशेषज्ञता का संबंध यह आधार होगा यदि मैं निश्चित रूप से प्रबंधक लीव का निर्यात करना चाहता हूं तो मैं वह सब कुछ करूंगा जो एक कार्यकारी की लीव के निर्यात के लिए आवश्यक है जो baseकेस है लेकिन इसके अलावा मुझे संभवतः उन विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ और डेटा का निर्यात करने की आवश्यकता होगी जो प्रबंधक की लीव के दौरान इस प्रबंधक और उनकी उपलब्धता की रिपोर्ट करते हैं तो यह आम तौर पर तब होता है जब मैं विस्तार करता हूं मैं एक्सपोर्ट एक्जीक्यूटिव लीव केस के सभी फंक्शंस को इनहेरिट करता हूं और फिर उन्हें निष्पादित करता हूं और उसके शीर्ष पर कुछ और करता हूं LMS में हम अमूर्त use cases के बारे में भी सोच सकते हैं उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग use case हैं जैसे Request एक use case है तो Approve एक use case है तो Avail एक use case है इत्यादि फिर से कहें कि use case एक्ट ऑन लीव 'जो एक सार है और हम कह सकते हैं कि ये मूल रूप से इस विशेष 'एक्ट ऑन लीव्स यूसेज केस' के सभी विशेषज्ञता हैं तो विशेष रूप से एक्ट ऑन लीव यूज केस क्या होता है यह लीव पर कुछ कार्रवाई है इसलिए इसमें लीव स्टोर पर बनाए रखने वाले रेकॉर्ड रिकॉर्ड की जांच करने की बुनियादी कार्यशीलता होगी और इसी तरह कुछ ऐसा है जो इन सभी में से एक है लीव यूसेज केसेस को अपने स्वयं के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं के आह्वान की आवश्यकता होगी इसलिए इसके बजाय उन सभी को स्टोर प्रबंधन से संबंधित सामान को इन सभी विशिष्ट use cases के एक भाग के रूप में लागू किया जा रहा है हम उन्हें एक साथ क्लब कर सकते हैं और एक्टिंग ऑन लीव जैसे एक एब्सट्रैक्ट केस के गर्भ धारण कर सकते हैं अब यह अमूर्त क्यों है क्योंकि स्वयं के द्वारा लीव की कार्यक्षमता केवल लीव रिकॉर्ड पर लीव डेटाबेस पर बनाए रखी जा रही है जो कि हिसाब से और इतने पर ही बताई गई कार्यक्षमता या विचार कार्यक्षमता नहीं है यदि हम लीव प्रबंधन प्रणाली में देखते हैं तो लेकिन यह LMS विनिर्देश की चर्चा और विश्लेषण के माध्यम से सामने आएगा कि इस तरह के अमूर्त वास्तव में प्रणाली को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं use cases के बीच संबंध के अलावा कुछ और रिश्ते हो सकते हैं जैसे अभिनेताओं के बीच एक सामान्यीकरण संबंध हो सकता है हम यह सोच सकते हैं कि एक कार्यकारी की तरह अभिनेता एक उदाहरण है जो कार्यकारी को देखने का सबसे अच्छा तरीका है एक अभिनेता का नेतृत्व एक अभिनेता है और हम पहले से ही उन वर्गों की पहचान करने के संदर्भ में हैं जो हम यह देखते हैं कि एक कर्मचारी के रूप में नेतृत्व कुछ भी कर सकता है जो कार्यकारी के रूप में है एक कर्मचारी कर सकता है लेकिन नेतृत्व कुछ और कर सकता है तो फिर से एक आधार है तो यह एक आधार अभिनेता है और यह उप अभिनेता या विशिष्ट अभिनेता है जो कार्यकारी अभिनेता के सभी कार्यों को विरासत में देता है और main अभिनेता कुछ और कर सकता है और बदले में सामान्यीकृत किया जा सकता है प्रबंधक अभिनेता के संदर्भ में विशेष तथ्य तो क्या होता है अक्सर ऐसा होता है यह बहुत उपयोगी है क्योंकि हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो अभिनेता हैं एक यहाँ है और एक यहाँ है और मान लें कि हमारे पास चार अलग अलग use cases हैं और यह अभिनेता इस दो का उपयोग कर सकता है और यह अभिनेता इसके बजाय चार का उपयोग कर सकता है तो मूल रूप से इसका मतलब है कि अभिनेता A1 और अभिनेता A2 कहें A2 कुछ भी कर सकता है A1 ऐसा कर सकता है तो यह अलग से मॉडल करने के लिए अधिक स्पष्ट हो सकता है कि मैं कहता हूं कि यह A1 है और यह A2 से A1 का विशेषज्ञता है और अलग अलग use cases मैं इन दोनों को A1 और केवल A2 के साथ इन दोनों को जोड़ूंगा मैं वास्तव में इस एसोसिएशन को आकर्षित नहीं करता हूं क्योंकि A2 एक A1 है यह निहित है कि ये सभी यूसेजकेस A 2 के साथ भी जुड़े होंगे जो अक्सर क्लैटर्स को सरल करते हैं और एक मॉडल को बहुत बेहतर बनाते हैं और use case आरेख के संदर्भ में एक स्पष्टता देते हैं इसलिए इस मॉड्यूल को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हमने use case आरेख पर अपनी चर्चा जारी रखी और अभिनेताओं और use cases के अलावा अब हमने देखा है कि use cases के बीच संबंध हो सकते हैं और विशिष्ट में हमने बात की है और use cases के बीच सामान्यीकरण संबंध और हमने LMS सिस्टम के उदाहरण भी देखे हैं हम अगले मॉड्यूल में इस चर्चा को जारी रखेंगे और साथ ही हम LMS सिस्टम के लिए यूज़ केस आरेख को तलाशने और समेकित करने का प्रयास करेंगे